इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बुनियादी ढांचे प्रो डेबप्रिया दास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर व्याख्यान 10 बुनियादी लॉ Contd वापस आपका स्वागत है बस अब यह स्टार डेल्टा परिवर्तन नहीं डेल्टा स्टार परिवर्तन के बारे में बताया गया है ठीक है तो तो यह कैसे गठबंधन होगा थोड़ा सा बस देखते है कि चीजें कैसे हैं तो यदि सर्किट को देखें तो उदाहरण के लिए एक पुल सर्किट फिगर 240 में दिया गया है तो आर 6 के माध्यम से प्रतिरोधी R1 को कैसे जोड़ेंगे अब कहते हैं कि सरल पुल सर्किट वहां है और यहां रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर 4 R5 आर 6 है तो आप आर 6 के माध्यम से इस R1 को कैसे जोड़ सकते हैं है ना तो उस मामले में आपको श्रृंखला समानांतर संयोजन प्राप्त करना मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरह से उनके कनेक्शन हैं तो आपको 3 टर्मिनल समकक्ष नेटवर्क का उपयोग करके सरल बनाना होगा आम तौर पर उदाहरण के लिए 3 टर्मिनल समकक्ष नेटवर्क पर विचार करेंगे आपकी यह चीज सिर्फ इसके लिए पकड़ती है तो 3 टर्मिनल मूल रूप से इन 2 टर्मिनल्स का मतलब है स्लाइड समय देखें 0112 इस बात पर गौर करें कि ये 2 टर्मिनल वास्तव में आम हैं मूल रूप से यह एक टर्मिनल है और यह एक और टर्मिनल और 2 और 4 है क्योंकि मूल रूप से यह एक आम टर्मिनल है तो यह 4 टर्मिनल नहीं है यह एक 3 टर्मिनल है और रेजिस्टेंस दिया जाता है कहते हैं R1 R2 R3 अगर हम इस तरह आकर्षित कॉल स्टार जुड़े एक ही सर्किट अगर यह खिंचाव और यह एक ही सर्किट की तरह बनाने के दोनों एक ही है यह कई बार यह टी नेटवर्क यहां भी R1 R2 और R3 कहते हैं बस इस बात को आप इसे खिंचाव और सिर्फ यह इस R1 R2 की तरह आकर्षित कर यह है कि कई बार हम टी नेटवर्क कहते हैं और यह है कि हम स्टार नेटवर्क कॉल दोनों एक ही है दोनों एक ही हैं तो यह मूल रूप से एक 3 टर्मिनल है क्योंकि यह आम टर्मिनल 2 है और 4 एक आम टर्मिनल है तो मुझे इसे साफ करने दीजिए तो यही कारण है कि यह स्टारनेटवर्क है जिसे हम कभी कभी कहते हैं कि वे वाई नेटवर्क को भी कहते हैं और यह टी नेटवर्क है तो एक और बात डेल्टा या पीआई नेटवर्क है तो यह वास्तव में कभी कभी हम डेल्टा नेटवर्क को यहां भी कहते हैं 2 और 4 आम टर्मिनल हैं यहां भी यह 2 और 4 यह एक आम टर्मिनल है स्लाइड समय देखें 0225 तो यह मूल रूप से 3 टर्मिनल है और एक यह वास्तव में यह है 2 3 4 यह चिह्नित होगा लेकिन यह मूल रूप से एक 3 टर्मिनल है और अगर सिर्फ अगर सिर्फ यहां कहीं इस बिंदु लाने के लिए और कहीं यहां इस बिंदु लाने के लिए यह एक pi नेटवर्क की तरह लग रही हो तो क्योंकि यह एक आम बात है यह एक आम बात है यह एक आम बात है तो यह एक pi नेटवर्क की तरह लग रहा है दोनों एक ही हैं दोनों एक ही हैं दोनों एक ही हैं दोनों एक ही हैं दोनों एक ही हैं हम कहते हैं कि यह एक डेल्टा नेटवर्क है और यह है कि हम कभी कभी पीआई नेटवर्क कहते हैं लेकिन दोनों समान हैं तो यही कारण है कि यह डेल्टा नेटवर्क और इस pi नेटवर्क लिखा है तो कैसे क्योंकि मूल रूप से या तो डेल्टा और डेल्टा के लिए स्टार रूपांतरण के लिए स्टार है तो यह कैसे करते हैं बस पर पकड़ तो अब स्टार रूपांतरण के लिए डेल्टा स्लाइड समय देखें 0a28 हम मौजूदा डेल्टा नेटवर्क और समकक्ष पर एक स्टार नेटवर्क अधिरोपित है और स्टार नेटवर्क में समकक्ष रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए है तो स्टार रूपांतरण के लिए डेल्टा के लिए जाना है तो स्टार नेटवर्क में समकक्ष रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए रेजिस्टेंस स्टार या टी नेटवर्क में नोड्स की प्रत्येक जोड़ी रेजिस्टेंस डेल्टा या pi में नोड्स की एक ही जोड़ी के रूप में ही है पता है कि यह कैसा दिखता है अब आइए हमें पहले यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए उदाहरण के लिए टर्मिनल 1 और 2 टर्मिनल के लिए टर्मिनल 1 और 2 के लिए यदि स्टार नेटवर्क के लिए जाते हैं तो टर्मिनल 1 और 2 के लिए स्लाइड समय देखें 0a57 2 और 4 आम है तो आई यहां यह बना रहा हूं कि 2 और 4 आम है इसका मतलब है यह एक कहना है कि क्या कॉल इस पक्ष के बारे में भूल के रूप में बनाने के लिए कहते है R1 2 ले इसका मतलब है आर 1 2 जब यह पक्ष खुला होता है तो यह पक्ष खुला होता है तो R1 2 वास्तव में R1 R 3 बन जाएगा क्योंकि यह R1 है और यह आर 3 है तो R1 2 R1 आर 3 बन जाएगा तो बस साफ यह मुझे जाने दो तो अगर यह देखें कि R12 स्टार R1 R3 यह स्टार कनेक्शन के लिए आपका है R12 स्टार R1 R3 है अब अगर देखो R1 डेल्टा के लिए यहां फिर से आते हैं जब आप यहां R12 डेल्टा के लिए आते हैं यहां जब इस बात के बारे में भूल जाते हैं कि R12 डेल्टा इस तरफ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है आते हैं स्लाइड समय देखें 0500 इसका मतलब है यदि आप यहां में देखो आप पाएंगे कि अगर यह है कि अगर यह पता लगाने की कोशिश R12 इस डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के लिए मतलब है इसका मतलब है आर सी और रा वे श्रृंखला में हैं सही इसका मतलब है आरबी के साथ समानांतर में रा आर सी इसका मतलब है हम यह लिख सकते हैं कि यह एक आशा के बराबर है कि यह बात कर सकते हैं कि रा आर सी ये श्रृंखला रा आर सी में हैं जो इस समानांतर के साथ हैं ये इसे समानांतर बना रहे हैं आरबी इसका मतलब है कि आर 12 डेल्टा आरई आरसी आरबी द्वारा विभाजित आरबी में रा आरसी होगा ठीक है तो क्योंकि जैसे ही हम अपने क्या R12 कॉल ले जा रहे हैं कृपया यहां कुछ भी विचार नहीं है यह बस रा और आर यह है इस आर सी यह खुला है तो इस तरफ कुछ भी नहीं है और तो रा आर सी वे समानांतर में है कि आरबी के साथ श्रृंखला में हैं तो यह आरबी में आरबी होगा आर सी आरबी रा आरसी द्वारा विभाजित तो इसे साफ करें और उस पर जा रहे हैं तो अगर उस खेद है कि देखो R12 डेल्टा आर आरए आर सी के समानांतर आरबी के बराबर आते हैं इसका मतलब है आरबी रा आरसी द्वारा रा आरसी में आरबी अब दोनों वास्तव में एक ही R12 स्टार और R12 डेल्टा दोनों बराबर है बस ने कहा कि R12 स्टार R12 डेल्टा की स्थापना क्योंकि बराबर पता है तो वे बराबर हो जाएगा तो R12 R12 आर 1 R3 रा आरबी आर सी द्वारा आरबी में आरबी होगा यह इक्वेशन 42 है ये सभी इक्वेशन संख्या 40 41 दिया गया है तो एक इक्वेशन मिला रा आर सी इस एक के बराबर है इसी तरह जब आप R13 मिलता है इस सर्किट में आने के लिए जब अपने R13 के लिए आते हैं स्लाइड समय देखें 0654 यह एक जब आते है कि R13 इसका मतलब है बस इस पर पकड़ 1 है और यह 3 R13 पता लगाने की कोशिश है यह वास्तव में R13 है तो यह स्टार मूल रूप से कुछ भी नहीं है लेकिन R1 R2 क्योंकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है वहां खुला है तो यह R1 R2 है और यह आपका R13 है और जब लिखते हैं यह स्टार के लिए है अब जब डेल्टा के लिए आते है मुझे यह साफ है जब डेल्टा के लिए यहां आने के लिए जब R13 की कोशिश मुझे यह निशान यह अपने 1 है और यह 3 है जब अपने R13 के लिए बाहर आ रहा है इसका मतलब है उस टाइम में रा और आरबी श्रृंखला में हैं तो R13 डेल्टा आपके रा आरबी के बराबर है यह आपके पास है जिसे आप कहते हैं कि यह आरसी के साथ समानांतर के साथ श्रृंखला में है इसका मतलब है यह रा अपने आरबी में आई इस पर लिख रहा हूं आर सी में कोई फर्क नहीं पड़ता रा आरबी आर सी से विभाजित है क्योंकि जब 12 ले रहा है इस आरबी और आर सी वहां श्रृंखला में तो बस इसे साफ करना इसका मतलब है जब R13 Ra और Rb लेने के लिए श्रृंखला में हैं और वह है कि रा आरबी आर सी के साथ समानांतर में है के साथ आर आरए आरबी है तो यह R13 डेल्टा आरई आरबी आर सी द्वारा विभाजित आरई आरबी के बराबर होगा तो यही कारण है कि इस इक्वेशन R13 R1 अपने क्या आर 2 आर 2 आर में आर आरए रा आरबी द्वारा आरबी यह इक्वेशन 43 है लिख रहे हैं इसी तरह तीसरे एक R34 भी पता कर सकते है आई फिर से दोहराया नहीं की जरूरत है अब चीजें आप को समझ रहे हैं इसी तरह R34 अगर यह R2 R3 के लिए हो जाएगा और अपने डेल्टा के लिए आरबी आर सी रा के साथ समानांतर में है देखेंगे तो क्योंकि आरबी और आर सी श्रृंखला में होगा तो आरबी आर सी रा आरबी आरसी द्वारा विभाजित रा में तो यदि उस इक्वेशन को देखें 42 इक्वेशन 43 और 44 कि 3 अज्ञात और 3 समीकरणों को इसे हल करना है तो आई सीधे समाधान लिख रहा हूं लेकिन आप चाहें तो अपने स्वयं के समाधान की कोशिश कर सकते हैं लेकिन वास्तव में कुछ तकनीक की कोई आवश्यकता नहीं है मैंने कहा है इसे आर मेमोरी में रख सकते हैं तो R1 R2 R3 के लिए ४२ ४३ और ४४ को सुलझाने R1 आरबी आर सी पर रा आरबी आर 2 रा आरबी आर सी और आर 3 रा आरबी तो अपने क्या कॉल से कैसे अपने को यह एक याद है कि डेल्टा स्टार के लिए कैसे यह एक याद करने के लिए तो इस बात पर वापस जाएं कि डेल्टा स्टार परिवर्तन के लिए इस पर वापस जाएं अब उस में देखो कि क्या 12 कॉल करने के लिए R1 R2 R3 लगता है और यहां यह अपने आरबी आर सी रा है तो अगर आई इस स्टार को अधिरोपित करता हूं अगर आई इस डेल्टा पर इस स्टार को अधिरोपित करता हूं तो यह कैसा दिखता है बस देखते हैं कि जब आई यह आशा कर रहा हूँ कि यह आपकी इस बात के साथ मेल खा रहा है बस मुझे एक देखो यह एक R1 R2 R3 ठीक है स्लाइड समय देखें 1046 अब बस इस पर पकड़ वास्तव में अगर यह पता लगाने की कोशिश है R1 यह वास्तव में यह एक वास्तव में R1 है यह वास्तव में R2 है और यह वास्तव में R3 है तो R1 के अनुसार लग रहा होगा कि R1 होगा यह R1 है और यह डेल्टा है तो R1 आरबी आर सी विभाजित रा आरबी आर सी होगा इसका मतलब है जब R1 ले इस दो रेजिस्टेंस आसन्न शाखा का उत्पाद जो कुछ आरए आरबी आरसी द्वारा विभाजित है इसी तरह आर 2 दो प्रतिरोधी आसन्न शाखा के उत्पाद के बराबर है जो आर सी आर सी आरबी आरसी द्वारा विभाजित है इसी तरह R3 आसन्न शाखा के उत्पाद के बराबर है जो रा आरबी आपके द्वारा विभाजित है क्या आप Ra आरबी आर सी सही कहते हैं तो यह आपका है यदि यह पता चलता है कि R1 देखो R1 आर 1 आरबी आर सी रा आरबी आरसी आर 2 के बराबर है आरसी रा रा आरबी आर सी के बराबर है R3 रा आरबी रा आरबी आरसी के बराबर है इसका मतलब है मैंने आपको आरए आरबी द्वारा दिए गए आसन्न शाखा उत्पाद रेजिस्टेंस के लिए आसन्न बताया इसका मतलब है हर टाइम अपने R1 R2 R3 मामले Ra Rb आर सी आम और केवल आसन्न शाखा है कि दो रेजिस्टेंस उत्पाद लेने के लिए है कि स्टार रूपांतरण के लिए अपने डेल्टा है द्वारा विभाजन कर रहे हैं तो कि ४५ ४६ और ४७ यह इक्वेशन संख्या सही है अब सवाल वाई के अधिस्थिति है और डेल्टा नेटवर्क फिगर इस बात यहां में दिखाया गया है यहां इसे दिखाया गया है जो कुछ भी मैंने दिखाया देखो R1 के बराबर है जब रा आरबी आर सी द्वारा इस आसन्न शाखा आरबी आर सी के R1 उत्पाद ले इसी तरह अपने R2 रा आरबी आर सी और आर सी द्वारा इस आसन्न शाखा आरए आर सी के उत्पाद के बराबर है आरबी रा रा आरबी रा आरबी द्वारा विभाजित है कि जो कुछ भी यह यहां ४५ ४६ याद करने के लिए आसान में लिखा है अंबर सही और एक अतिरिक्त नोड तटस्थ है कि अपने n देखेंगे कि एसी सर्किट के लिए बाद में नहीं यहां उन चीजों को यहां सही नहीं देखेंगे देखेंगे एक और अतिरिक्त नोड यहां बनाया गया है n कि बाद में आह देखेंगे लेकिन हमारी इस बात एसी सर्किट एनालिसिस के लिए लेकिन अपने क्या इस स्टार परिवर्तन के लिए अपने डेल्टा है कहते हैं यह वास्तव में स्टार परिवर्तन के लिए डेल्टा है स्लाइड समय देखें 1021 अब स्टार टू डेल्टा अगर लगता है R1 R2 R3 वहां है और स्टार आई क्या रा की एक्सप्रेशन है आरबी की एक्सप्रेशन क्या है आर सी सही की एक्सप्रेशन क्या है तो कि यह कैसे करना होगा कि अब डेल्टा को बदलने के लिए स्टार अब आई एक स्टार नेटवर्क अब आई क्या करना है आई डेल्टा नेटवर्क को वाहक सही है तो उस मामले में क्या है कि अपने वाई नेटवर्क के लिए से कि समकक्ष डेल्टा इक्वेशन ४५ ४६ और ४७ पाश से बनाया नेटवर्क यहां R1 R2 R3 सभी 3 एक्सप्रेशन क्या राशि R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R3 R3 R1R2 आप गुणा R2 R3 गुणा और R1R3 और भी सही गुणा पता है यदि हम ऐसा करते हैं तो R1R2 R2R3 R3R1 अगर हम करते हैं और सरल आप रा आरबी आर सी पूरे वर्ग पर रा आरबी आर सी मिल जाएगा तो रा आरबी रा आरबी आर सी R2 रद्द हो जाएगा रा पर आरबी आर सी बन जाएगा आरबी आर सी यदि आप अभी इसे बनाते हैं अब इक्वेशन ४८ विभाजन कि ४८ है कि इक्वेशन के प्रत्येक द्वारा ४५ ४६ और ४७ तो हम प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे स्लाइड समय देखें 1442 यह इक्वेशन 48 इस तरह 46 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित है कि आपके 45 46 और 47 के लिए आपका इक्वेशन बस आप सही विभाजित करते हैं ये इस अधिकार को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है आपको यह एक मिला है अब इक्वेशन 48 को इक्वेशन 45 46 और 47 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करें तो पहले आप अपने 48 समीकरणों को अपने 45 से विभाजित करते हैं फिर आपको यह क्या मिलेगा R1 R2 R2R3 R3R1 R1 द्वारा विभाजित है तो क्या यह एक है कि रा R1 R2 R2R3 R3R1 R1 और आर 2 द्वारा R1 R2R3 R3R1 के बराबर है और आर 2 द्वारा R1 R2R3 R3R1 के बराबर है कि यह एक मिल जाएगा R3 द्वारा R1 R2 R2R3 R3R1 के बराबर है लेकिन याद रखने के लिए आई इसे सरल बनाऊंगा इस तरह अगर सिर्फ इस तरह से बनाते हैं तो R1 R2 R2R3 R3R1 इस मामले में सभी केस न्यूमेरेटर समान हैं यह R1 R2 R2R3 सभी मामले अंकेटर केवल आर 1 द्वारा विभाजित रा के लिए और आर 3 राइट द्वारा विभाजित आर सी के लिए समान है तो अगर सर्किट में देखो कि अपने क्या डेल्टा परिवर्तन के लिए अपने स्टार सही कहते हैं स्लाइड समय देखें 1608 तो यह है कि अगर इस पर देखो कि क्या अपने क्या कॉल है कि आपके रा आरबी और आर सी होगा यदि देखो कि अपने Ra तो रा वास्तव में यह आ रहा है कि अंक एक ही R1 R2 R3 R3 और अपने R1 R2 तो R2 R3 आर 1 R1 द्वारा विभाजित है के बराबर है तो यह कैसे याद रखें तो सवाल यह है कि अपने उदाहरण के लिए यह एक पहले आई रा ले जा रहा हूं के लिए देखो रा सही है कि हम क्या कर रहे है कि अपने R1 R2 इस अंकेटर आम R1 R2 प्लस अपने R2R3 प्लस R3R1 आम इस से विभाजित है Ra सही है तो और यह विपरीत शब्द यहां यह R1 द्वारा विभाजित है R1 सही है अब आगे सरलीकरण के लिए कैसे R1 द्वारा इस एक विभाजित करेंगे तो यह R2 सही हो जाएगा और इसके अलावा यह R1 द्वारा अपने R2 R3 है और R1 द्वारा इस विभाजित यह R3 है इसका मतलब है रा के बराबर है आई इस R2 R3 R2 R3 की तरह R1 सही द्वारा लिख सकते हैं इसका मतलब है यह याद रखने के लिए कि रा क्या कर सकता है के बराबर है एक यह है कि बहुत सरल है कि आपके R1 R2 R3 प्लस R3 1 विपरीत द्वारा विभाजित R1 बस इस R1 सही के विपरीत है एक और तरीका है आर रा रा इस आर आसन्न शाखा के बराबर है इस राशि है कि आसन्न शाखा R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 R2 R3 इस विपरीत शाखा R1 द्वारा विभाजित है तो R2 R3 R2 पर R1 इस तरह से भी यह याद कर सकते हैं मेरा मतलब है कि यह सबसे सरल तरीका है कि R1 पर 2 R2 R3 R3 आम है अंक आम है तो जब R1 R एक बार रा ले रा इस R1 R2 R2 R3 R2 R1 यह आम R1 से विभाजित है मिलना चाहिए इसी तरह अगर पता लगाने की कोशिश अपने क्या आरबी कहते हैं इसी तरह अंकपत्र आम है वास्तव में जो कुछ भी यह अपने R2 से विभाजित आ जाएगा इसी तरह जब आरसी एक ले कि अंकक केवल R3 बहुत सरल द्वारा विभाजित आम है अन्यथा रा आपके बराबर है जो R2 R3 प्लस कॉल R1 द्वारा R3 में इस R2 को सरल बनाने के बाद देखें जिस तरह से आप इसी तरह अपने आरबी और आर सी चाहते है आसानी से यह सही कर सकते हैं तो यह बहुत आसान है जिस तरह से चाहते हैं लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि यह सबसे सरल है क्योंकि उत्पाद R1 R2 R2 R3 R3 R1 उत्पाद आप लेते हैं और यह सब के लिए आम है जो आप सभी रा आरबी आर अंक के लिए कहते हैं आम है आम है तो बस जब यह रा बस है विपरीत शाखा R1 अपने आरबी के लिए R1 द्वारा विभाजित है जो कुछ भी यह R2 अंककर्ता द्वारा विभाजित अंक आ रहा है एक ही है इसी तरह आपके लिए क्या कॉल आर सी आर सी जो भी अंकपत्र आम है R3 द्वारा विभाजित सिर्फ सबसे सरल एक मुझे आशा है कि इस अधिकार को समझ लिया है तो बस आपको इसे हल करना होगा जो कि सब कुछ है तो बस साफ यह आशा है कि चीजें समझ गए हैं कि इस बात को कैसे बनाया जाए तो यह डेल्टा रूपांतरण के लिए अपने स्टार है तो डेल्टा नेटवर्क में प्रत्येक प्रतिरोधी आई कुछ रेखांकित किया है कि स्टार रेजिस्टेंस के सभी संभव उत्पादों का एक योग है एक विपरीत अपने Y रेजिस्टेंस से विभाजित टाइम में 2 में ले कि विपरीत Y कि यह सब ठीक है तो यह आपके लिए सही है स्लाइड समय देखें 1950 और अगर इस मामले में अगर एक लगता है डेल्टा और स्टार नेटवर्क को संतुलित कहा जाता है और जब R1 R2 R3 के बराबर है आर स्टार के बराबर है और जब सब बराबर है यह कहा जाता है एक संतुलन नेटवर्क सही है और रा आरबी आर आर आर आर डेल्टा सही के बराबर है तो यह इक्वेशन ५३ है तो इस शर्त के तहत अगर सभी आर एक ही और आर डेल्टा और आर स्टार सभी आर एक ही है तो आसानी से पता कर सकते है रूपांतरण का कहना है कि आर स्टैंड 3 सही जब आप कहते है और जब अपने क्या कॉल के लिए बनाने के लिए एक तुम यह डेल्टा स्टार एक और डेल्टा सही करने के लिए कर सकते है कर सकते हैं तो उस मामले में आर स्टार 3 या आर डेल्टा द्वारा आर डेल्टा हो जाएगा अपने 3R स्टार सही के बराबर है तो इस इक्वेशन से ही यह उसके विपरीत आता है आर डेल्टा आर गुणा सही में 3 के बराबर तो यह ठीक है कि यह सब R1 R2 R3 है रा आरबी आर सी सब बराबर हैं तो उस मामले में यह शर्त है अगर आप विकल्प और wight है कि सब ठीक है तो स्टार या डेल्टा नेटवर्क खुद से होते हैं या बड़े नेटवर्क का एक हिस्सा है वहां अपने 3 फेज नेटवर्क में उपयोग करते हैं नेटवर्क और पावरफिल्टर है कि अपने क्या कॉल करेंगे कि जब पाठ्यक्रम के 10 में 3 फेज सर्किट सीखना होगा मिलान स्टार डेल्टा सही देखेंगे तो उदाहरण लिया तो अपने 44 फिगर में दिखाया सर्किट में तो समकक्ष रेजिस्टेंस राब सही और उसी के द्वारा दिया पावरआह लगता है स्लाइड समय देखें 211a तो उस मामले में जिसे यह पता लगाना है कि यह वास्तव में एक टर्मिनल है यह वास्तव में बी टर्मिनल है और वोल्टेज सोर्स दिया जाता है और पहले यह पता लगाना होगा कि इस सर्किट के आरएबी समकक्ष रेजिस्टेंस को पहले क्या पता लगाना होगा तो यह कैसे करेंगे अब 10 और 6Ω वास्तव में श्रृंखला में तो यह 10 16 हो जाएगा तो 10 और 6 श्रृंखला में आर के लिए इन है तो यह 16 वोल्ट सही होगा और उस के साथ 48 समानांतर में है तो 16 समानांतर 48 में है तो 16 48 से विभाजित 16 48 में 16 होगा Ω जो कुछ भी आता है तो एक ही बात आगे है तो मुझे इसे साफ करते हैं तो अगर इतना देखो 10 6 इन बातों और ४८ अब अगर मैंने कहा कि 10 और 6 श्रृंखला में है पर देखो तो 16 और 48 समानांतर में हैं स्लाइड समय देखें 2229 तो यह 48 और 16 समानांतर होगा 12 Ω होता जा रहा है इसका मतलब है कि सर्किट इस तरह आ रहा है a2 Ω है और फिर फिर 12 Ω 18 Ω के साथ श्रृंखला में है क्योंकि 18 Ω रेजिस्टेंस यहां है तो यहां यह 12 और 18 है तो 30 30 Ω कुल है कि 15 Ω सही के साथ समानांतर में है तो 15 से 30 में 15 30 तो 10 Ω के बराबर है और पावरदिया है आप राब पर वी वर्ग पता है क्योंकि समकक्ष यह वास्तव में राब समकक्ष रेजिस्टेंस है क्योंकि इस टर्मिनल एक टर्मिनल है बी है तो यह आपके बराबर है जो इस समकक्ष कॉल है आपका यह वास्तव में एक टर्मिनल बी है तो यह समतुल्य राब सही है तो राब आपके 10 Ω के बराबर है क्योंकि 12 से 13 13 से पांचवीं 12 एक 18 30 30 में 15 से 15 प्लस अपने 30 तो 10 सही Ω तो इसे साफ करें तो यह वास्तव में 40 वाट है तो यह केवल ४० वाट सही है द्वारा दिया पावर स्लाइड समय देखें 2009 अब अगले फेज में अपनी एक और बात है कि एक समकक्ष स्टार नेटवर्क के लिए डेल्टा नेटवर्क परिवर्तित कि यह है Ra 15 Ω दिया जाता है आरबी 20 Ω और आर सी को स्टार को डेल्टा में बदलना है तो यह वास्तव में R1 R2 R3 तैयार किया गया है तो बस अपनी इस बात के लिए बस नीचे पकड़ यह आर सी आप जानते हैं तो यह एबी सी है या बी सी सभी चिह्नित हैं तो वास्तव में यहां होना यह आर सी सही है और यहां यह आपकी यह शाखा डेल्टा के लिए रा है और यह शाखा इस चीज के लिए आरबी है तो यह 15 Ω Ω पांचवां 25 और 20 Ω अधिकार है तो आई इसे साफ कर रहा हूं स्लाइड समय देखें 2424 तो यदि अब इक्वेशन 45 46 और 47 का उपयोग करें तो R1 आर आरए आरबी आरसी द्वारा आरबी आरसी होगा रा आरबी आर सी सभी को ठीक से आसन्न तो उत्पाद रा आरबी आर सी द्वारा विभाजित है कि सब ठीक है द्वारा दिया जाता है तो यह है Ra है आरबी आर सी सॉरी आरबी द्वारा आर सी में आरबी आरबी आर सी जो कुछ भी यह 20 2515 20 आते हैं तो 60 भाजक 60 है तो यह 253 Ω होगा इसी तरह आर 2 आरसी आरए और भाजक तय है तो 25 15 तो 25 से 4 Ω खेद है और R3 आरबी द्वारा रा के बराबर है और भाजक तय है तो यह कुल 60 है तो 15 में 20 से 6 तो यह 5 Ω के बराबर है जो स्टारकंवर्सन के लिए डेल्टा है तो R1 R2 R3 स्टार लेने के लिए डेल्टा में बदलने की कोशिश एक ही मूल्य रा आरबी आर सी मिल जाएगा अब एक और बात यह है कि टी नेटवर्क टी को बदलने का मतलब है कि यह एक स्टार नेटवर्क है तो फिगर 48 में टी नेटवर्क अपने डेल्टा नेटवर्क के लिए क्या कहते हैं तो यह एक सितारा सही है तो यह डेल्टा बना रही है तो यह है कि आप एक बस नीचे पकड़ रहे है यह एक बी और सी यह टी नेटवर्क स्टार नेटवर्क R1 R2 है और अपने R3 सभी 10 20 और 30 Ω सही दिया जाता है अब डेल्टा जब आप इसे डेल्टा सही बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह वास्तव में आपका है यह वास्तव में R1 है यह वास्तव में आपका है यदि यह R1 है मुझे लगता है कि यह R2 है और यह R3 है हाँ यह R3 है तो ठीक है तो यह सफाई तो यह अपने क्या इस कॉल करने के लिए यह क्या डेल्टा के लिए अपने क्या कॉल परिवर्तित करने के लिए कर रहे हैं तो रा के बराबर है टाइम का उल्लेख 2625 आप ले जाएगा कि आपके क्या youcall सभी उत्पाद R1 R2 R2R3 प्लस अपने R3R1 स्टार है कि देखा है के विपरीत आर से विभाजित है तो इस मामले में भी इस मामले में भी सिर्फ 1 मिनट मुझे ले आई किसी भी त्रुटि नहीं करना चाहिए तो यह R1 है यह R2 है यह R3 है अब यह ठीक है तो अब यह आपका है यह R1 है यह आपका R1 है यह R2 है और यह R3 सही है तो अपने क्या कॉल स्टार दिया जाता है करने के लिए है तो इसे डेल्टा बनाना होगा तो हम जानते हैं रा अपने R1 R2 अंकेटर के बराबर है यहां एक ही है R2R3 R3R1 कि विपरीत शब्द R1 से विभाजित है इसी तरह आरबी आर सी सभी वैल्यूज R1 R2 R3 दिया है मिल जाएगा तो आप आसानी से गणना कर सकते हैं तो आई इसे सही साफ करता हूं तो उस इक्वेशन 49 50 और 51 Ra R1R2 R2R3 R3 1 R1 द्वारा देखो तो सिर्फ 10 से 2020 में 3030 में 10 से विभाजित है तो इसके आने ११० Ω इसी तरह आरबी अंक के बराबर है एक ही R2 20 से विभाजित रहेगा तो 55 Ω और यह आपके द्वारा न्यूमरेटर कहते हैं यह R3 30 द्वारा विभाजित रहेगा यह 110 बाय 3Ω सही होगा तो ये एक और सर्किट है कि फिगर ५० में आगे नेटवर्क राब मिल जाए और आई सिर्फ एक बात यहां एक यहां एक छोटी सी त्रुटि है स्लाइड समय देखें 2811 तो यह वास्तव में राब खोजने के लिए इन राब यहां यह पता चल जाएगा यह एक पता चल जाएगा मतलब है तो मैंने यह नहीं काटा है तो आई राब का मतलब है इस राब काट तो आरेख में यह गलती से पता चल जाएगा आई इसे यहां भी बनाया है लेकिन के लिए इस राब पता है तो यह सही कैसे पता लगाने के लिए तो और आई करंट वोल्टेज सोर्स 50 दिया जाता है तो 24 Ω 20 Ω और 10 Ω रजिस्टर डेल्टा जुड़े हुए हैं और सादगी के लिए हैं स्लाइड समय देखें 2848 डेल्टा नेटवर्क भाग को स्टार में परिवर्तित करना 20 Ω 24 20 और 10 हो सकता है तो 24 20 और 10 यह मूल रूप से अपने डेल्टा है क्योंकि सी और बी अगर तुम सिर्फ इस तरह से यह एक डेल्टा कनेक्शन है स्लाइड समय देखें 2901 यह एक वर्ग की तरह बनाया गया है लेकिन यह एक डेल्टा कनेक्शन है क्योंकि यहां आप यहां इस तरह इस संबंध बना सकते हैं सही लगता है कि केवल आई इस हिस्से को चला है यह सी है यह आपका सी सही है और यह आपका कुछ टर्मिनल है यह आपका कुछ टर्मिनल है मुझे वास्तव में इसे डैश बी डैश बनाया जाना चाहिए तो कोई समस्या नहीं है तो यहां यह एक डैश है यहां यह बी डैश है और यह 10 Ω है और यह 10 Ω है और यहां भी है कि 30 Ω जुड़ा हुआ है और यहां भी कुछ ५० Ω यह कुछ जुड़ा हुआ है तो यह वास्तव में यह डेल्टा सही में है तो 10 24 20 तो आपको इसे स्टार राइट में बदलना होगा तो अब पता कर सकते है कि यह कैसे स्टार में परिवर्तित करने के लिए आई अब सीधे आई वैल्यूज को सही दे देंगे तो इस तरह है कि टाइम होगा कहा जाएगा आसानी से यह कर सकते हैं तो आई सिर्फ एक और यह सही सफाई कर रहा हूं तो उस मामले में यदि आप यह सब रूपांतरण करते हैं और यह सब कुछ श्रृंखला संचार करने के बाद अपनी श्रृंखला बनाते हैं स्लाइड समय देखें 2957 तो यदि आप इसे अपने ८८८८ इस तरफ आ जाएगा क्योंकि जैसे ही यह कर देगा कि आपके आप २४ २० व्यापार देखेंगे या अपने क्या कॉल में अपने क्या कॉल है कि अपने डेल्टा स्टार के लिए तो यह 13 हो जाएगा और उसके साथ अपने यह 13Ω और इस शाखा है क्योंकि जैसे ही यह एक क्या स्टार कॉल करते हैं 13 कुछ के साथ संबंध श्रृंखला में सही मिल जाएगा के रूप में जल्द ही यह बनाने के रूप में पता है और अन्य बात 2 यह होगी कि 888 आ जाएगा तो 444 आ जाएंगे तो यह आपके R1 का कहना है कि यह इस तरह आ जाएगा तो यह डेल्टा 2 स्टार रूपांतरण के बाद आपका है और यह अन्य 2 भाग 888 और 370 है तो यह 4444 Ω श्रृंखला 13 होगा और यह श्रृंखला 30 होगी और यह 50 में श्रृंखला में होगी कृपया यह अपने आप को अपने आप के क्या करें वास्तव में जब एक डेल्टा के रूप में यह एक कर देगा बस नीचे पकड़ अगर यह बात यह डेल्टा पता है स्लाइड समय देखें a107 तो इस बात के बारे में भूल जाओ यह 10 आई कर रहा हूं अगर आई इसे इस तरह से मेरे १० १० Ω उदाहरण के लिए इस बात के बारे में भूल जाते हैं 10 Ω तो यह अपने स्टार यह स्टार है यह स्टार है लगता है कि यह R1 है तो जो कुछ भी 13 के साथ यहां आ जाएगा यह श्रृंखला में होगा जो कुछ भी यहां आ जाएगा यह श्रृंखला में होगा 30 है और जो कुछ भी यहां आ जाएगा यह ४० में श्रृंखला में होगा कि जो कुछ भी 4 अंक ४ ४ ८८८ एक और मुझे देखना है कि यह कितना सही है तो यही बात है तो वैसे भी इस सफाई तो इस तरह से यह अब इस 2 पर इस 2 पर आ रहा है और यह 2 समानांतर में है क्योंकि वहां समानांतर में हैं तो यदि यह 38888 है और ये 2 समानांतर हैं तो वहां समतुल्य बनाएं और यह 13 44 17444 है और 22555 Ω यह कुछ ऐसा ही होगा यह आपके 38 हैं स्लाइड समय देखें a205 वहाँ श्रृंखला में 888 में 50 3703 में अत यह 3888 53703 से विभाजित है यह वास्तव में 22555 Ω आएगा कि यह यहां जो कुछ भी बनाया गया है तो ऐसा तो क्योंकि समानांतर में क्योंकि यह एक ऐसा है जो आर कॉमन नोड है यह नोड एक आम नोड है तो वे समानांतर हैं तो मुझे इसे साफ करते हैं तो अब इसे 2 1744 जोड़ें यह 40 Ω है तो यदि इसे जोड़ें तो यह वास्तव में 40 Ω होगा तो एक आई तो 50 से 40 वोल्ट 50 वोल्ट एक सोर्स है तो करंट 125 एम्पीयर है Glossary English Word Word Meaning Electrical इलेक्ट्रिकल विद्युतीय Engineering इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी Theorem थ्योरम प्रमेय topology टोपोलॉजी सांस्थिति residential रेजिडेंशियल आवासीय absorbed अब्सोर्बेद को अवशोषित analysis एनालिसिस विश्लेषण model मॉडल नमूना connection कनेक्शन संबंध expression एक्सप्रेशन अभिव्यंजना elements एलिमेंट्स तत्वों passive पैसिव निष्क्रिय operational ऑपरेशनल कार्य संबंधी dependent डिपेंडेंट आश्रित parameter पैरामीटर प्राचल amplifier एम्पलीफायर विस्तारक